नमस्कार ऐस्टीमेशन फॉर वायरलेस सिस्टम पर चल रहे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के एक और अध्याय में स्वागत है अभी तक हम देख रहे थे वेक्टर पैरामीटर का ऐस्टीमेशन और हमने लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन को भी तैयार कर लिया है और हमने मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट को निकाल लिया है जो कि वेक्टर पैरामीटर है या लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन का मिनीमा है ठीक है और हमने वायरलेस चैनल ऐस्टीमेशन के परिदृश्य में मल्टी एंटीना डाउन लिंक के संदर्भ में वेक्टर पैरामीटर ऐस्टीमेशन को जान लिया है अब चलिए हम एक मल्टी एंटीना चैनल ऐस्टीमेशन के परिदृश्य में एक उदाहरण को देखते हैं ताकि इसे और अच्छे से समझ सके तो इस अध्याय में मल्टी एंटीना चैनल ऐस्टीमेशन प्रॉब्लम से संबंधित एक सरल उदाहरण को देखने से शुरू करते हैं तो हम एक मल्टी एंटीना चैनल ऐस्टीमेशन के उदाहरण से शुरुआत करते हैं तो हम यहां पर एक बेस् स्टेशन का विचार कर रहे हैं डाउन लिंक परिदृश्य में जहां बेस् स्टेशन मोबाइल की और ट्रांसमीट कर रहा है तो बेस् स्टेशन पर M एंटीना है और M बराबर है 2 के जिसका मतलब यहां पर 2 कॉएफिशिएंट या अननोन पैरामीटर होंगे और मोबाइल पर एक सिंगल एंटीना होगा अगर मुझे इसे एक चित्र में उनको बनाना होगा तो यह कुछ इस तरह दिखेगा मेरे पास बेस स्टेशन होगा और यह दो एंटीना है तो M बराबर है 2 के और मोबाइल स्टेशन के मोबाइल पर एक सिंगल एंटीना होगा तो यह आपका मोबाइल है एक सिंगल एंटीना के साथ और इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं चैनल कोएफिशिएंट जो इन दोनों से संबंधित है को h1 और h2 से दर्शाता हूं यह आपके मल्टीपल एंटीना और यह चैनल कोएफिशिएंट हैं जिनका एस्टीमेट किया जाना है और यही हमारी आज की समस्या है एक मल्टीपल एंटीना डाउन लिंक परिदृश्य में h1 h2 चैनल कोएफिशिएंट जिनका एस्टीमेट किया जाएगा तो यह एक चैनल ऐस्टीमेशन का प्रश्न है असल में यह वेक्टर पैरामीटर की प्रॉब्लम है या चैनल वेक्टर ऐस्टीमेशन और इसके लिए सिस्टम मॉडल होगा वही जो हम पहले देख चुके हैं पर चलिए इसे फिर से याद कर लेते हैं मेरे पास yk रिसीवड सिंबल है या ऑब्जर्व्ड सिंबल है और जो बराबर है x1 टाइम्स h1 x2 टाइम्स h 2 vk के तो यह आपके ऑब्जर्व्ड सिंबल है एंटीना 1 से किसी समय k पर ट्रांसमीट हुए पायलट सिंबल x1 k है तो यह किसी समय k पर Tx के द्वारा ट्रांसमीट हुए पायलट सिंबल है और इसी तरह x2 ट्रांसमीट एंटीना 2 से ट्रांसमिट हुए पायलट सिंबल है तो यह मॉडल है जिसे हम पहले से जानते हैं हमारे पास यह सिस्टम मॉडल जिसमें yk है और जोकि पायलट सिंबल है किसी समय k पर और मोबाइल जो बराबर है x 1k टाइम्स h 1 x 2 k टाइम्स h 2 vk के जहां x1 k पायलट सिंबल है जो ट्रांसमीट हुए हैं ट्रांसमीट एंटीना 1 के द्वारा किसी समय k पर x 2 k पायलट सिंबल है जो ट्रांसमीट हुए हैं ट्रांसमीट एंटीना 2 के द्वारा किसी समय k पर और v k नॉइज सैंपल है तो यह वही है जो हम पहले भी कई बार देख चुके है तो यह आपका नॉइज सैंपल या रिसीवर परनॉइज है तो चलिए हम इसे देखते हैं अब हमारा पायलट वेक्टर फिर से हमारे सिस्टम मॉडल पर ले चलते हैं हमारे पायलट वेक्टर x1k और x2 k है किसी समय k पर हमारे पायलट वेक्टर है किसी समय k पर और इस उदाहरण में अब चलिए हम मान लेते हैं की N यहां बराबर है 4 के N जोकि बराबर है 4 पायलट वेक्टर के और यह पायलट वेक्टर इस तरह दिए जाएंगे x bar 1 बराबर होगा 5 कोमां 4 केx bar 2 बराबर होगा 4 कोमां 5 के X bar 3 जोकि किसी समय 3 पर ट्रांसमिट हुए पायलट वेक्टर है दिए जाएंगे 3 कोमां 4 से और xbar 4 जो बराबर होगा 4 कोमां 3 के तो हमारे पास 4 पायलट वेक्टर x bar 1 x bar 2 x bar 3 और x bar 4 जोकि पायलट वेक्टर जो ट्रांसमिट हुए हैं समय 1 2 3 और 4 पर ठीक है तो हम यहां पर 4 पायलट वेक्टर के ट्रांसमिशन का विचार कर रहे है तो स्वाभाविक रूप से इन 4 पायलट वेक्टर से संबंधित यहां पर रिसीवड सिंबल भी होंगे चलिए मान लेते हैं 4 रिसीवड सिंबल y1 y1 y3 और y4 हैं और इस उदाहरण में y1 बराबर है 2 केy2 बराबर है 1 केy3 बराबर है 1 के औरy4 बराबर है 2 के अब चैनल वेक्टर h के लिए मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट की गणना करते हैं हम क्या चाहते हैं हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड या लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट की गणना करना चाहते हैं चैनल वेक्टर के ML एस्टीमेट की गणना चैनल वेक्टर कुछ नहीं परंतु एक 2 मल्टी एंटीना चैनल कॉएफिशिएंट h1 h2 का वेक्टर है तो हम मूलतः चैनल वेक्टर h bar को एस्टीमेट करना चाहते हैं जिसमें मल्टी एंटीना चैनल कॉएफिशिएंट h1 h2 है यह एक 2 डाइमेंशनल वेक्टर है या एक 2 डाइमेंशनल चैनल वेक्टर है या एक 2 डाइमेंशनल अननोन पैरामीटर वेक्टर है तो यह 2 D है यह एक 2 D अननोन पैरामीटर वेक्टर है अब एस्टीमेट प्राप्त करने के लिए सबसे पहले x जो कि पायलट मैट्रिक्स है को लेंगे चलिए मैं इसे फिर से लिखता हूं यहां X बराबर है x bar ट्रांसपोज 1 x bar ट्रांसपोज 2 x bar ट्रांसपोज 3 और x bar ट्रांसपोज 4 के यह आपका पायलट मैट्रिक्स है यह आपका पायलट मैट्रिक्स X है जिसे हमने चैनल ऐस्टीमेशन के लिए तैयार किया था या किसी मल्टी एंटीना के लिए यह होगा 5 कोमां 4 4 कोमां 5 3 कोमां 4 4 कोमां 3 जो कि आप देख सकते हैं और यह एक 4 cross 2 मैट्रिक्स है या N cross M मैट्रिक्स है याद कीजिए हम कह चुके हैं कि पायलट मैट्रिक्स एक N cross M मैट्रिक्स है जिसमें N आपके ट्रांसमिटेड पायलट वेक्टर की संख्या है और जो यहां पर N बराबर है 4 के और जहां M अननोन कॉएफिशिएंट की संख्या है M यहां पर 2 के बराबर है तो पायलट मैट्रिक्स एक N cross M मैट्रिक्स है और यहां यह 4 cross 2 मैट्रिक्स है चलिए अब ऑब्जर्वेशन वेक्टर y bar को लेते हैं जो बराबर है y 1 y 2 y 3 y 4 और यहां पर यह बराबर है 2 1 1 2 के आपको याद होगाy bar आपका ऑब्जर्वेशन वेक्टर है और ML एस्टीमेट दिया जाएगा हमें याद है ML एस्टीमेट ऑफ चैनल वेक्टर H bar असल में आपका LS या लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट है याद कीजिए ML एस्टीमेट यानी मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट भी होता है जो दीया जाता है H hat से और H hat जो बराबर है X ट्रांसपोज X इन्वर्स X ट्रांसपोज Y bar के तो चलिए सबसे पहले X ट्रांसपोज x bar को निकाल लेते हैं जहां x पायलट मैट्रिक्स है सबसे पहले क्वांटिटी X ट्रांसपोज X इन्वर्स की गणना कर लेते हैं तो हम X ट्रांसपोज X निकाल लेंगे और फिर इसका इन्वर्स निकालेंगे तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले मैं X ट्रांसपोज X इन्वर्स की गणना करना चाहता हूं अब X ट्रांसपोज जो कि पायलट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है और जो बराबर है 5 4 3 4 4 5 4 3 टाइम 5 4 4 5 3 4 4 3 के इसे यहां हम गुणा करेंगे जिससे हमें मिलेगा 66 6464 66 जो कि एक 2 cross 2 मैट्रिक्स है ध्यान दीजिए यह आपका M cross M मैट्रिक्स है इसलिए इस 2 cross 2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे 2 cross 2 मैट्रिक्स के इन्वर्स को निकालने के लिए एक मानक सूत्र होता है जो है 1 ओवर डिटर्मिननेंट और जो है 66 स्क्वायर 64 स्क्वायर टाइम डायगोनल एलिमेंट की अदला बदली और साथ ही डायगोनल एलिमेंट को नेगेटिव करना तो मेरे पास होगा 1 ओवर 66 स्क्वेयर 64 स्क्वेयरजोकि बराबर होगा 130 के और आखिर में मिलेगा 1 ओवर 2 टाइम्स 130 मैट्रिक्स 66 64 64 66 जब हम दो से मैट्रिक्स को भाग दे देंगे तो हमें मिलेगा 1 ओवर 130 टाइम मैट्रिक्स 33 32 32 33 तो हमने क्वांटिटी x ट्रांसपोज x इन्वर्स निकाल ली है x ट्रांसपोज x एक 2 cross 2 मैट्रिक्स है हमने इसके इन्वर्स की गणना कर ली है यहां x जोकि पायलट मेट्रिक है जो हमें पहले मिला वह x ट्रांसपोज x है अब हमें x ट्रांसपोज y की गणना करनी है जिसे हम इस तरह कर सकते हैं X ट्रांसपोज y bar बराबर है 5 4 3 4 4 5 4 3 टाइम 2 1 1 2 के जो हमें देगा वेक्टर 25 23 और यह एक 2 cross 1 वेक्टर है अब आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह आपका M cross 1 या 2 cross 1 वेक्टर है और अब चैनल एस्टीमेट H hat जो बराबर है x ट्रांसपोज x इन्वर्स x ट्रांसपोज y bar के याद रखिए यह आपका मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेशन है जोकि बराबर है x ट्रांसपोज x इन्वर्स x इन्वर्स y barके इसमें x ट्रांसपोज x इन्वर्स को रखने पर मेरे पास होगा 1 ओवर 130 टाइम्स 33 32 32 33 मैट्रिक्स टाइम y bar यहां y bar बराबर है25 23 के इसलिए अब मैं इसे और सरल कर सकता हूं और मैं बता सकता हूं यह है 1 ओवर 130 6623 23 64 मैं यहां आपके चैनल वेक्टर के एस्टीमेट को सरल कर रहा हूं जो कि अब है 1 ओवर 130 89 41 मैट्रिक्स तो यह मूलतः आपका H hat मैट्रिक्स है और मैं इसे लिख सकता हूं 89130 और 41130 तो हमने अब गणना कर ली है क्वांटिटी H hat कि जो कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट है चैनल वेक्टर H bar का इस मल्टी एंटीना डाउन लिंक चैनल ऐस्टीमेशन के परिदृश्य में जहां बेस स्टेशन पर दो एंटीना और मोबाइल पर एक सिंगल एंटीना है हमने H hat की गणना कर ली है और इसलिए अब यह क्वांटिटी जोकि h 1 hat है और जो पहला चैनल कोएफिशिएंट का एस्टीमेट है और इसी तरह यह आपका h 2 hat है इसलिए h1 hat बराबर है89130 के और h 2 hat बराबर है 41130 के अब आगे अगर नॉइज IID है चलिए हम मानते हैं की गौशियन IID नॉइज का वेरियंस 3 dB है तो हमने वेरियंस के इंडिपेंडेंट आईडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटर गौशियन नॉइज सैंपल का विचार किया वेरियंस यहां है 3 dB जो बताता है 10 log 10 सिग्मा स्क्वायर बराबर है 3 के और जो बताता है सिग्मा स्क्वायर बराबर है 10 टू द पावर 03 जोकि लगभग आधे के बराबर होता है तो 3 dB नॉइज वेरियंस बताता है कि सिगमा स्क्वायर लगभग आधे के बराबर होता है और याद रखिए अब इससे मैं कोवेरियंस मैट्रिक्स की गणना कर सकता हूं मल्टी एंटीना चैनल ऐस्टीमेशन परिदृश्य का cमैट्रिक्स बराबर होता है सिग्मा स्क्वेयर X ट्रांसपोज X इन्वर्स के चैनल ऐस्टीमेशन का कोवेरियंस मैट्रिक्स जो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ h aht h bar टाइम h aht h bar ट्रांसपोज जो कि मूलतः बराबर होता है हमने इसकी अभिव्यक्ति पहले से ही निकाल कर रखी है की मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट सिगमा स्क्वायर X ट्रांसपोज X इन्वर्स होता है सिग्मा स्क्वायर हमने पहले से ही निकाल लिया है जोकि आधा है X ट्रांसपोज X इन्वर्स इसे भी हमने पहले ही निकाल रखा है जो की है 1 ओवर 130 33 32 32 33 और जो कि बराबर होता है 1 ओवर 260 33 32 32 33 और इसलिए मैं इसे एक 2 cross 2 मैट्रिक्स की तरह लिख सकता हूं यह है आपका कोवेरियंस और बराबर है 33 ओवर 260 32 ओवर260 32 ओवर260 33 ओवर 260 के यह है आपका कोवेरियंस मैट्रिक्स मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट का कोवेरियंस जिसे हमने निकाल लिया है और जो बराबर है सिग्मा स्क्वायर X ट्रांसपोज X इन्वर्स के ठीक है और अब जैसा हम पहले कह चुके हैं इस कोवेरियंस मैट्रिक्स से हम वेरियंस के एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं याद कीजिए क्वांटिटी का वेरियंस h 1 hat का वेरियंस जोकि है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ h 1 hat h1 होल स्क्वायर जो बराबर है 33260 के और असल में यह पहला डायगोनल एलिमेंट है Ith डायगोनल एलिमेंट देगा Ith चैनल कोएफिशिएंट का वेरियंस और इसी तरह 22 डायगोनल एलिमेंट देगा h 2 hat का वेरियंस तो यह बताता है की एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ h 2 hat h2 होल स्क्वायर भी बराबर है 33 260 के तो हमने यहां पर कोवेरियंस की गणना कर ली है और प्रत्येक चैनल ऐस्टीमेशन का वेरियंस भी हमने निकाल लिया है तो यह एक सरल प्रश्न था ठीक है तो यह एक सरल उदाहरण था जिसने बताया मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेशन के तरीकों को किस तरह उपयोग में लाया जाता है या लीस्ट स्क्वेयर ऐस्टीमेशन का तरीका जिसे हमने वेक्टर पैरामीटर ऐस्टीमेशन परिदृश्य के संदर्भ में बनाया है ठीक है तो यहां हमने लीस्ट स्क्वेयर ऐस्टीमेशन प्रॉब्लम को तैयार किया और यह दिखाया की लिस्ट स्क्वेयर का हल दिया जा सकता है h hat बराबर है X ट्रांसपोज X इन्वर्स X ट्रांसपोज y bar के और जहां x पायलट मैट्रिक्स है y bar ऑब्जरवेशन वेक्टर है हमने एक सरल चैनल ऐस्टीमेशन परिदृश्य जिसमें बेस स्टेशन पर 2 एंटीना और मोबाइल पर एक सिंगल एंटीना हो का विचार किया और माना की N बराबर है 4 ट्रांसमिटेड पायलट वेक्टर के हमने मैक्सिमम लाइक्लीहुड चैनल एस्टीमेट को निकाला और साथ ही चैनल एस्टीमेट का कोवेरियंस भी निकाला और प्रत्येक चैनल का वेरियंस भी निकाल लिया तो इस उदाहरण से हमने लीस्ट स्क्वेयर चैनल ऐस्टीमेशन के गणना की विस्तृत व्याख्या की और साथ ही साथ कोवेरियंस और इनसे संबंधित वेरियंस की भी गणना की तो अब हम इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं और आगे बढ़ेंगे आने वाले अध्यायों में बहुत बहुत धन्यवाद